कक्षा में हमने डिफ्रेक्शन के अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा की जो कि सिंगल स्लित डिफ्रेक्शन डबल स्लित डिफ्रेक्शन और n स्लित डिफ्रेक्शन है जिसे हम ग्रीटिंग डिफ्रेक्शन भी कहते हैं अब मैं एक बहुत ही आसान विषय फ्रेशनल डिफ्रेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा फ्रेशनल डिफ्रेक्शन का प्रयोग बहुत ही आसान है और इस प्रयोग का बंदोबस्त करना भी कुछ मुश्किल नहीं है बस इसका गणित थोड़ा जटिल है अब मुझे फ्रेशनल डिफ्रेक्शन को आसान भाषा में समझाने का अवसर दें इस प्रकार का डिफ्रेक्शन जैसे कि मैंने बताया तब देखने को मिलता है जब या तो सोर्स या स्क्रीन या यह दोनों ही डिफ्रेक्शन अपरेजर या रुकावट से सीमित दूरी पर मौजूद हो तो वह फ्रेशनल डिप्रेशन की श्रेणी में आता है जहां असल में वेवफ्रंट का कांसेप्ट सेकेंडरी है और हमें सेकेंडरी वेवलेट मिल रही है और इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यह फ्रेसनेल डिफ्रेक्शन को जानने के लिए अगर हमारे पास सूट्स प्राइमरी होता या सोर्स जिससे आपको स्फेरिकल वेव वेवलेट या वेवफ्रंट मिल रहा है अच्छा अब आपके पास अपर्चर है और यह भी वेवफ्रंट अपर्चर के ऊपर है अच्छा यहां अगर आपको लगता है कि यह वेव सेकेंडरी वेवलेट है वेवफ्रंट के हिसाब से आपको जो वेवफ्रंट मिलेगी वह जो स्क्रीन पर बनेगी उससे प्रकाश की इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा इसीलिए सोर्स सीमित दूरी में होता है और स्क्रीन भी सीमित दूरी में ही होती है हमें यहां इस बात में रुचि है की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा जब उस छोटी पिन्होल सोर्स से स्क्रीन ऐस एनएमएनएम यह बहुत ही छोटा सा कॉशन है यहां से वेवफ्रंट को अपर्चर पार करने की आजादी है और यह सब अभी तक है जो हमने किया है यह सेकेंडरी वेवलेट हैं या हर दिशा मे उत्सर्जित हो रहा है हर दिशा में हर पॉइंट से प्राइमरी वेवफ्रंट पर यह लाल वाला ही प्राइमरी वेवफ्रंट है हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह व्यवहार करेगा और एक सेकेंडरी वेवलेट को उत्सर्जित करेगा और हर दिशा में उत्सर्जित होगा अगर यह सोर्स हुआ तो इसे काली तरफ होना चाहिए और तो और तीन बेब्स होनी चाहिए हम कह रहे हैं कि पीछे और आगे की तरफ एक वेब होना चाहिए जो यह पता लगाए किस सेकेंडरी वेवलेट चल रहे हैं या नहीं अब वेवलेट हर दिशा में निकल रहे हैं तो पीछे की तरफ भी निकलेंगे जिससे हमें पता लगेगा यह रिवर्स स्वीप है जो सोर्स की तरफ चल रही है लेकिन प्रायोगिक तरीके से हमें पता चला है कि यह संभव नहीं है आपको कभी भी ऐसी वेब नहीं मिलेगी जो पीछे जाए हमें हमेशा फॉरवर्ड बेब ही मिलेंगी इसे समझने के लिए हमें एक फैक्टर को समझना होगा जिसे हम ऑब्लिक्विटी फैक्टर कहते हैं वेवलेट के आयाम जो भी स्क्रीन तक पहुंच रहे हैं वह इस पर निर्धारित होते हैं की वेवलेट की दिशा क्या है अगर यह कौन जीता है तो यह है प्लीज यूज भी बदल जाएगा ऑब्लिक्विटी फैक्टर अर्थात के थीटा के हिसाब से जो बराबर होगा हाफ वन प्लस कॉस थीटा के अर्थात अगर थीटा 90 डिग्री पर है 90 डिग्री के हिसाब से यह फैक्टर भी आधा हो जाएगा अर्थात अगर लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्शन में जाए तो वह एक चौथाई हो जाएगी लाइट किसी भी तरफ जाए अगर वह वेवलेट के तरफ जाती है तो थीटा जीरो हो जाएगा तू इंटेंसिटी के बारे में क्या एंप्लीट्यूड का क्या होगा इस तरफ एंप्लीट्यूड आधा हो जाएगा और ऑब्लिक्विटी फैक्टर एंप्लीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा यही कारण है की एप्लीकेशन एक नहीं रहेगा सभी दिशाओं में वह थीटा के ऊपर निर्धारित होगा और वही ऑब्लिक्विटी फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा सर्कुलर अपर्चर के द्वारा डिफ्रेक्शन अर्थात आपके पास एक सोर्स है अनंत दूरी पर और लाइट सोर्स आकर स्क्रीन पर गिर रही है वहां सर्कुलर अपर्चर होगा या ऑप्टिकल जहां सर्कुलर अपर्चर हो ताकि यह प्रकाश वहां से गुजर सके और इस स्क्रीन सीमित दूरी पर हो सर्कुलर अपाचे के हिसाब से स्क्रीन पर स्क्रीन पर हमें इस तरीके के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगी तो हमें रिंग पैटर्न मिलेगा या सर्कुलर डिफ्रेक्शन पेटर्न मिलेगा स्क्रीन पर अब यह बना कैसे वैसे ही जैसे सर्कुलर ऑब्सटेकल के वजह से डिफ्रेक्शन बनता है इस तरह की चीज से प्रकाश इस दिशा में नहीं गुजर सकता हमें कुछ नहीं मिलेगा यह सर्कुलर अपर्चर के मध्य से नॉर्मल होगा तो उस जगह की इंटेंसिटी क्या होगी इस जगह पर यह पॉइंट सेंटर पर होगा जो एक्सेस जा रही है दूसरे पॉइंट को हम लोग आधा सेंटर कह सकते हैं हम समझ सकते हैं कि यह सेंटर लाइट वहां होगी लेकिन यह काला रहेगा बहुत केंद्र भी हो सकता है वह काला भी हो सकता है वह किसी फैक्टर पर आधारित भी हो सकता हैं कई बार हम यह देख सकते हैं कि अगर हम स्क्रीन की दूरी को बदल देते हैं तू कुछ दूरी पर हमें डार्क मिलता है और कुछ दूरी पर हमें बी मिलता है और फिर उसके बाद हमें अल्टरनेट मिलता है सर्कुलर रुकावट में केंद्र में यह जो चित्रित लाइन है असल में यह नॉर्मल से गुजर रही है डिस्क की केंद्र से और स्क्रीन पर यह इसी बिंदु पर जा रही है एक्सेस केंद्र से होकर गुजर रहा है इस केंद्र पर यहां हम इसे केंद्र के तौर पर लेंगे और हमें सर्कुलर डिफ्रेक्शन मिलेगा और आश्चर्यजनक तरीके से इस बार यह केंद्र पर होगा जबकि हर बार बी पर फिर यह मायने नहीं रखता कि आप स्क्रीन की दूरी कितनी बदल रही हैं यह दार पर ही रहेगा क्योंकि यहां पर कोई भी प्रकाश सीधे तौर पर नहीं जा रहा है प्रकाश यहां से सर्कुलर रुकावट से होकर गुजर रहा है इस तरीके की चीज से हमें डिफ्रेक्शन पेटर्न मिल रहा है क्योंकि यहां पर फ्रेशनल डिफ्रेक्शन हो रहा यह कैसे हुआ यह समझने के लिए फ्रेश नेल ने खुद से बनाया फ्रेशनेल हाफ प्योर जून क्योंकि अगर वह हाफ नेशनल हाफ पीरियड जोन हुआ फिर भी हम लोग फ्रेश नेल डिफ्रेक्शन पेटर्न को समझा सकते हैं तो अब जानती हैं कि प्रेसनल हाफ पीरियड जून क्या है फ्रेस्टल हाफ पीरियड जोन है अगर आप शोर से स्फेरिकल वेवलेट लेते हैं तो इस स्फेरिकल वेवफ्रंट आती हैं यह वह क्षेत्र है जहां स्पिरेकल वेवफ्रंट है अभी यहां वेवफ्रंट वाइन पी पर है और हमें देखना है इस वेवफ्रंट का इफेक्ट अगर आप प्वाइंट पी से एक नॉर्मल बना देते हैं वेवफ्रंट पर तो इस वेवफ्रंट जो कि ओ है परपेंडिकुलर के नीचे पी के आस पास एक सर कल का सीरीज बनाया जाएगा वेवफ्रंट से कुछ इस प्रकार ताकि हर सर्कल आधा हो वेवलेंथ से और पी से दूरी भी हो लैम्ब्डा बटा दो बी क्या है बी ओपी है सर कल बनाइए कुछ इस तरीके से ताकि पी से दूरी हो बी प्लस लैम्ब्डा बटा दो हाफ में वेवलेंथ अगला सर्कल जो है बी प्लस 2 इन लैम्ब्डा बाय दो 3 लैम्डा बाय दो और इस सर्कल से दूरी ओ से आपके हिसाब से s1 s2 s3 इत्यादि तो यह एसएम एन होगा एन जोन के लिए और यह जून उस एरिया में पड़ेगा जो उन दो सर्कल के बीच में है अगर आप इस प्रख्यात क्षेत्र में आएंगे तो इसके बाद का एरिया इन दोनों सर्कल के बीच में यह सारे जोंस कहलाते हैं और इस क्षेत्र को हम लोग हाफ पीरियड जोन कहते हैं इन दोनों के बीच का पाठ दूरी अलग होगा अलग के लिए जो भी प्रकाश इधर से आएगा तो जो भी क्षेत्र हो अगले क्षेत्र से यह पाठ डिफरेंस लैम्ब्डा बटा दो और अगली वाले से यह दो आने वाले के बीच में होगा शुरुआत से ही हर समय यह लैम्ब्डा बाय टू होगा तब लैम्डा बटा दो फिर दो लैम्डा मतलब 3 लैम्डा बटा दो 4 लैम्डा बटा दो इत्यादि यह दो निरंतर क्षेत्र के बीच का पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा बटा दो होगा इसीलिए इसे हम हाफ पीरियड जून कहते हैं और इसे हम फ्रेशनेस हाफ पीरियड जून कहते हैं अभी यहां से हम लोग यह निकालने की कोशिश करेंगे की क्षेत्र कितना है हम यह जानने की कोशिश करेंगे की पाठ डिफरेंस कितना है ओपी के हिसाब से 5 डिफरेंस कितना होगा s1 s2 s3 पी के हिसाब से आइए देखते हैं एरिया ऑफ जून को निकालने की कोशिश करते हैं यह है काले वाले से वेव और यह एच दिखा रहा है की अगर इस फेयरी कल कमजोर है तो यह वेवफ्रंट आ रही है अब इस सेंटर से वेवफ्रंट के यह है मतलब यह एच क्यू भी ए होगा अब अगर आप एक सर्कल बनाएं पी से अगर आप यहां सर्कल बनाएं जो इसे छुए तो यह वेवफ्रंट स्पर्शरेखा हो इस पॉइंट पर तो क्या होगा यह वेवफ्रंट से स्क्रीन दूरी है अगर यह भी हुआ सोर्स डिस्टेंस है अगर यह हुआ दर्शन एच से जो प्रकाश आ रहा है वेवफ्रंट से वह पीपर आ रहा है और दूसरा प्रकाश उसे हम अगर देखें तो वह प्रकाश एचसी आ रहा है और फिर इस वेवफ्रंट से पी तक एक प्रकाश आ रहा है 25 डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा अगर आप कहते हैं कि यह एबी बहुत बड़ा है एस के मुकाबले तो एस क्या है सेंटर से यह रेडियस रेडियस कॉन्सन्ट्रिक सर्किल पर इस पर बनाएंगे तो यह छोटा या बड़ा इसे हम रेडियस कहेंगे लेकिन हम इसे रेडियस नहीं कहेंगे क्योंकि यह आर के हिसाब से है तो सेंटर से दूरी कितनी है यह प्लेन वेब पर नहीं है ऐसा कहना मुश्किल है लेकिन छोटा या बड़ा हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह सर कल का रेडियस है यूं ही हम लोग यह पॉइंट्स क्यों यह पहले सर्कल के लिए फर्स्ट जोन प्लेट हाफ पीरियड जोन या दूसरे के लिए या यूं ही हम लोग एस लेंगे अब हम पांच डिफरेंस निकालने के लिए आप बस नॉर्मल बना दीजिए क्यों पर यह नॉर्मल एचपी पर और यह क्यों पर इस पॉइंट से यह आर - है अब आप देख सकते हैं कि यह उसी का पाठ है इस जगह पर आप देख सकते हैं यह भी आरसी ऊपर है अब एक और बात क्यू आर जैसा कि आप जानते हैं यू आर एडिशनल पात है अगर आप इसे नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्यों वार्पाठ डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा मगर ओ क्यू प्लस ओ आर इन दोनों बी के बीच का पाथ डिफरेंस सेंटर से पास होगा और मान लीजिए दूसरा पास कर रहा है एड्स से तो एक ऐड्स हाफ पीरियड जून होगा इन दोनों के बीच का व्हाट डिफरेंस हमें निकालना है यहां से हम लिख सकते हैं कि एच क्यू स्क्वायर बराबर होगा एच क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बटा दो ए हमें इसी को लेना होगा क्योंकि क्यों बहुत छोटा होगा ए और बी के मुकाबले इसी प्रकारइस दूसरे पाठ के लिए आपको मिलेगा ओ आर स्क्वायर बटा दो बी इन दोनों कंट्रीब्यूशन से जो पाठ मिलेगा वह ए प्लस बी बटा दो एबी एस स्क्वायर इसे एक बटा ए प्लस 1 बट टीवी हाफ बटी ए प्लस 1 बटे बी भी लिखा जा सकता है इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं यह एम फ्रेशनर जून एस है वह बराबर होगा सेंटर से एस के बीच का रेडियस और पांच डिफरेंस देखने को मिलेगा लैम्ब्डा बी प्लस एम लैम्ब्डा बट ई दो यह होगा लेंबा बटे दो एम और डिफरेंस होगा एंब्लेम दा बटे दो ए बराबर होगा डेल के और वह डेल की गणना बी और एस पर निर्धारित होगी किस जून को लेना है यह बी और ऐ से बि निर्धारित होगा कृष्ण अर्जुन से अमिया लिख सकते हैं कि एरिया होगी रेडियस के बराबर जो एस एम का होगा जो होगा पाई एस एम स्क्वायर के और एस एम माइनस वन ताकि एंड माइनस वन सर्कल दे इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें टू ए माइनस वन और एम सर्कल देगा ताकि इन दोनों के बीच का क्षेत्र को हम लोग 2 जून लिख सकें इसे हम एस लिखेंगे और यह दो आने वाले क्षेत्र के बीच का अंतर होगा तो यहां से हम यह निकाल सकते हैं कि एसएम बराबर होगा ए बाय ए प्लस बी पाई ए लेंडाएक बेहद ही रोचक चीज आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एम जोन निकाले लेकिन यह आजाद एम इसीलिए यह क्षेत्र किसी भी जोंस का है यह जून का क्षेत्र हरदोल के क्षेत्र के बराबर ही है क्योंकि हमने यही लिया था इसीलिए हर जोंस का क्षेत्रफल लगभग 1 बराबर ही है और एम से आजाद है फ़्लैश मिलने फ्रेसनेल जोन बनाया कुछ इस प्रकार जिसमें हर जून से जो भी प्रकाश आए वह पीपर आए वह पॉइंट है एक्सेस पर जहां वेवफ्रंट का सेंटर जाता है प्रकाश हर जून से आएगा उनका वेवलेंथ 5 डिफरेंट होगा लेंबा बटा दो हर दो सक्सेसिव जोंस पाठ डिफरेंस हमेशा लेंबा बटा दो ही होगा अब इंटेंसिटी या एंप्लीट्यूड क्या होगा पी पर यही जानने में अब हमारी ऊंची होगी और अब हम इंटेंसिटी निकालेंगे पी पर एंप्लीट्यूड पूरे विवरण की वजह से हम लोग लिख सकते हैं किटी पर एंप्लीट्यूड बराबर होगा एवन के पहले जून से दूसरे जोन से हाफ पीरियड जून यह बस एक चीज डिफरेंस होगा ट्राई के उलटफेर डिफरेंस लंबा बट्टा 2 पाथ डिफरेंस के ए १ ए२ ए२ए३ ए५ १एम ना की एएन एम ऐमजॉन के लिए यह एंप्लीट्यूड ऐमजॉन से अगर med होता है तो हम उसे 3 a1 a2 a3 मैं उसे ऐसे भी लिख सकता हूं a1 बटा दो ए२ए३ए३२ए३२ यह अवधि ए3 बटा दो तक जाएगी यह होगा एंप्लीट्यूड का आधा पहले जो उनसे और एंप्लीट्यूड का आधा दूसरे जोन से इन दोनों का एवरेज बराबर होगा एंप्लीट्यूड है दूसरे जोन के यह इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ का एंप्लीट्यूड बराबर नहीं होगा क्यों बराबर नहीं होगा क्योंकि ऑब्लिकटी सेक्टर की वजह से वह लगातार गिरेगा यही कारण है हमें एवरेज लेना होगा जो काट देगा इससे और केवल ए1 बटा 2 प्लस ए1्एमबटा दो बचेगा वह बराबर होगा ए वन बटा दो एएम बटा २ के दर्शन ऑब्लिक्विटी फैक्टर की वजह से अगर एम बहुत बड़ा है तो यह है एंप्लीट्यूड बहुत ही छोटा हो जाएगा A 1 के मुकाबले पहले जोन में यही कारण है कि यह एंप्लीट्यूड जोकि पूरे वेवफ्रंट के P पर होगा चाहे एंप्लीट्यूड कुछ भी हो यह एंप्लीट्यूड आधा होगा पहले जून के एंप्लीट्यूड से तू अगर हम पहले जून का आधा कर देंगे तो जो मिलेगा वह पी का एंप्लीट्यूड होगा और इंटेंसिटी स्क्वायर हो जाएगी पीपर इंटेंसिटी कितनी होगी वहां पर इंटेंसिटी केबल वेवफ्रंट की ही नहीं होगी अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 सब बराबर है तो यह देगा एम ए एम के स्क्वायर एके यही होगी इंटेंसिटी लेकिन ज्यादातर इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगी पॉइंट पर अगर सेंटर को आप कंसीडर करते हैं आप हो नॉर्मल दोबारा से बनाना पड़ेगा वेवफ्रंट पर तो आप उसका फुटप्रिंट निकालने तो आपको फ़ूड ऑफ़ नार्मल मिल जाएगा और हमें दोबारा से निकालना होगा हाफ पीरियड जोंस को और यह सारे के सारे योगदान देंगे इस तरीके से कोई इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता है इस स्क्रीन पर यह शुरुआत है और भी बहुत सारी जटिल उदाहरण आएंगे और उनको निकालने की अलग तरीके होंगे यह एक तरीका था गणना करने का इसलिए यह बहुत ही सिंपल था लेकिन हम दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि जोन प्लेट का यही हम जानेंगे और कंप्लीट करेंगे जोन प्लेट जैसा कि हमने फ्रेशनेस हाफ पीरियड जून से देखा है की एम लैम्ब्डा बराबर होता है एस एम स्क्वायर दो और ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी के वही हम यहां लिख सकते हैं कि वन बाय ए प्लस वन बाय ए अब आप सोच सकते हैं कि दिए गए एबी के लिए रुकावट सोर्स दूरी रुकावट से यह स्क्रीन दूरी है और यह लौंडा तीन मात्रा पैरामीटर है यह जॉन के पास एस एम बराबर होगा एक कांस्टेंट के और एस एम स्क्वायर एम के प्रोपोर्शनल होगा इसीलिए दिए गए एबी और लंबा से हम लोग 1 जून का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसके रेडियस उसके एसएम और यही कॉन्सन्ट्रिक सर्किल करता है और अगर रेडियस को स्क्वायर रूट ऑफ़ एम मतलब 1 जून लेंगे तो उसके बाद दूसरा जून स्क्वायर रूट ऑफ़ टू स्क्वायर रूट ऑफ़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ़ 4 स्क्वायर रूट ऑफ़ 5 अगर एक प्लेट पर आप रेडियस ले लेते हो तो आप एक पेन और पेपर पर कॉन्सन्ट्रिक सर्किल को बना सकते हो रेडियस को एक 01 रूट 2 रूट 3 रूट 4 लेकर के जिसके बाद आप जोन प्लेट बना सकते हो आप फ्रेश नल हाफ पीरियड जोंस बना सकते हो अब या तो जोन या even जोन उसे अपारदर्शी बनाएगा अब एक काली इंक से आप even जोन या odd जोन को जोड़ दीजिए और बाकी सब पारदर्शी रखिए तो क्या होगा तब a1 ए2 प्लस ए3 ए4 वेवलेट की दूसरी तरफ क्या आएगा अब वह नहीं आ रही वह सारी किस तारीख केवल 1 जून फिर तीसरे जोन फिर पांचवे जोन इस तरीके से आ रही हैं दूसरे जोन या चौथे जोन या छठवें जोन यह सारे के एंप्लीट्यूड को जोड़ देंगे पी पर जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी मिल जाएगी केंद्र पर कॉन्वेक्स लेंस भी यही करता है अगर आप प्रकाश को कॉन्वेक्स लेंस पर रखते हो तो सारी की सारी किरणें फोकल प्वाइंट पर आ जाएंगी जो बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी फोकल प्वाइंट पर देगी यही कारण है कि अगर आप इस रिलेशन को देखें a1 बट्टा ए प्लस 1 बटा बी बराबर होगा एम लेंबा एम एस एम स्क्वायर जैसे यह एक बटा ऐफ एक बटा एफबी और यू लेकिन सोर्स दूरी या वस्तु दूरी जा इमेज दूरी यहां ए और बी सोर्स डिस्टेंस और स्क्रीन डिस्टेंस यह बिल्कुल फोकल प्वाइंट जैसा है जो सीसी रेडियस पर निर्धारित है इसीलिए यह एस एम आप जानते हैं लिया गया है यह बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस जैसा है अलग अलग फोकल लेंथ के साथ आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से हम इसे बनाते हैं और जोन प्लेट कहते हैं जिसमें अल्टरनेट जोंस रोक दिया जाता है और बाकी सारे जोन को ओपेक पारदर्शी कर देते हैं जिससे प्रकाश गुजरता है और कॉन्वेक्स लेंस जैसा प्रतीत करता है मुझे लगता है कि अब हमें इस फ्रेशनर डिफ्रेक्शन की ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए अब मैं इसे प्रयोगशाला में जोन प्लेट के हिसाब से दर्शआऊंगा तो आपका ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद